छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन के तहत इन्वेंट्री प्रबंधन सीखने की प्रक्रिया में हैं जब हम इन्वेंट्री के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं जब आप केवल इन्वेंट्री प्रबंधन सीखते हैं तो हमारे पास अलग अलग तकनीकें होती हैं जैसे कि आर्थिक ऑर्डर मात्रा EOQ और फिर जेआईटी और इन्वेंट्री प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें यह एक अलग दृष्टिकोण है जिसमें हम इन्वेंट्री प्रबंधन सीखते हैं कार्यशील पूंजी के हिस्से के लिए जब हम इन्वेंट्री प्रबंधन सीखते हैं तो हम सीखते हैं कि इन्वेंट्री के स्तर को अधिकतम स्तर पर कैसे रखा जाए और विभिन्न तकनीकों क्या हैं इन्वेंट्री में निवेश के स्तर को कम करने के तरीके ताकि यह उत्पादन प्रक्रिया भी जारी रखे बाजार में भी सेवा करता है और हम इन्वेंट्री में भी निवेश की अतिरिक्त लागत पर नहीं हैं तो हम बात कर रहे थे मैं था हम चर्चा कर रहे थे मैं आपसे इन्वेंट्री प्रबंधन के महत्व औचित्य पर बात कर रहा था कि इन्वेंट्री का प्रबंधन करना एक मुश्किल काम है क्योंकि इन्वेंट्री का कुप्रबंधन मैं आपको बताऊंगा इन्वेंट्री का कुप्रबंधन एक अच्छी तरह से काम करने वाले संगठन को एक बीमार संगठन बना सकता है यह फर्म को संकट के तहत तनाव के तहत बीमारी के तहत ला सकता है और यह फर्म के समग्र प्रवाह को खराब कर सकता है कैसे होता है मैंने आपके साथ एक कहानी एक मामला एक वास्तविक जीवन का मामला साझा किया है जो हाल ही में भारत में हुआ है आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सुना होगा आप जानते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है 1991 तक जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं थी यह एक बंद अर्थव्यवस्था थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्र का स्टीलमेकर था हमारे पास केवल 2 कंपनियां थीं जो भारत में स्टील का निर्माण और आपूर्ति कर रही थीं और बड़ा बाजार हिस्सा सेल के साथ था और भारत के कुल बाजार का कुछ हिस्सा टिस्को के साथ भी था सेल को राष्ट्र के लिए स्टीलमेकर कहा जाता था अब क्या हुआ 1991 के बाद जब स्टील सेक्टर को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला गया और निजी क्षेत्र की फर्मों को भारत में स्टील बनाने और बेचने या स्टील के लिए भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति दी गई देश के पश्चिमी हिस्से में उस स्थिति में कई निजी क्षेत्र की फर्मों ने विनिर्माण और निजी क्षेत्र में स्टील की बिक्री की और 2 महत्वपूर्ण कंपनियां लॉयड स्टील और एस्सार स्टील थीं देश के दक्षिणी बाजार जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट में एशिया का पहला हाईटेक प्लांट स्टील सेक्टर में आया तो इसका मतलब है कि इसने SAIL को बहुत कड़ी टक्कर दी पहले जब SAIL इस देश की एकमात्र सबसे बड़ी इकाई थी जो इस देश के लोगों को स्टील का निर्माण और बिक्री करती थी और इस देश के 90 से अधिक बाजार की सेवा करती थी अब उन्हें निजी क्षेत्र की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था लॉयड और एस्सार स्टील से देश का पश्चिमी भाग और देश के दक्षिणी हिस्से में उन्हें जेवीएसएल जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट से एक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा जिसे अब JSW जिंदल स्टील वर्क्स कहा जाता है इसका नाम बदलकर विजयनगर में जिंदल स्टील वर्क्स के रूप में रखा गया है जो एशिया का पहला हाई टेक प्लांट है जो JVSL जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट के रूप में सामने आया अब इस निजीकरण के परिणामस्वरूप और बाजार में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के आने से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने बाजार का बड़ा हिस्सा खो दिया क्योंकि वे जिस इस्पात का निर्माण कर रहे थे उसकी गुणवत्ता और इस बाजार में स्टील के मूल्य या इस बाजार के उपयोगकर्ताओं से वसूल रहे थे जब निजी क्षेत्र की कंपनियों से बाजार में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा होती थी जब लोग बेहतर पाते थे कम कीमत पर उत्पाद वे नए आपूर्तिकर्ताओं से नए उत्पाद के लिए चुनते हैं और सेल को बाजार खोना पड़ता है उन्होंने देश के पश्चिमी हिस्से में बाजार खो दिया उन्होंने देश के दक्षिणी हिस्से में बाजार खो दिया अब वे उत्तरी भारत मध्य भारत पूर्वी भारत का हिस्सा हैं बाजार का बड़ा हिस्सा खो गया है अब ऐसा हुआ और जब कंपनी का तत्काल प्रभाव हुआ तो बाजार और बाजार की गतिशीलता में यह बदलाव आया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बाजार का नुकसान हुआ कि इन्वेंट्री शुरू हुई उनकी इन्वेंट्री बढ़ने लगी क्योंकि यह एक बड़ी कंपनी है यह एक बड़ी कंपनी है जिसके कई पौधे हैं बोकारो राउरकेला भिलाई ये सभी प्लांट उनके पास हैं जमशेदपुर सॉरी बोकारो राउरकेला भिलाई ये सभी प्लांट उनके पास हैं वे लगातार स्टील का निर्माण कर रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया चल रही है जब उत्पादन प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है तो आप विक्रय प्रक्रिया को रोक नहीं सकते लेकिन बेचना बाजार में मांग पर निर्भर करता है इसलिए निरंतर उत्पादन प्रक्रिया जब मांग बाजार में नहीं होती है या मांग केवल आधे से विभाजित होती है या जो बाजार के प्रमुख हिस्से के नुकसान की वजह से घटकर आधी रह गई है या शायद आधी से भी कम रह गई है सेल के साथ क्या होने लगा कि उनकी बिक्री या उनके उत्पादन का बड़ा हिस्सा गोदाम में जाने लगा और जब यह गोदाम में जाने लगा तो इन्वेंट्री बढ़नी शुरू हो गई अब क्या हो रहा है आप कच्चा माल खरीद रहे हैं या कच्चा माल आ रहा है यह उत्पादन प्रक्रिया में जा रहा है तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जा रहा है पहले तैयार उत्पाद बाजार में जा रहा था क्योंकि सारा बाजार सेल के पास था लेकिन अब बाजार निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से हार गया है इसलिए उत्पाद का एक हिस्सा बाजार में जा रहा है लेकिन उत्पाद का कुछ हिस्सा गोदाम में जा रहा है और आप उस उत्पाद को बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं उस समय सेल के पास बहुत बड़ी बड़ी जनशक्ति 147 लाख लोग थे और वे लगभग इसलिए कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वे स्थायी कर्मचारी हैं उनका वेतन कार्ड रोक दिया गया था उन्हें फर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है और आप उत्पादन प्रक्रिया को रोक नहीं सकते क्योंकि बाजार में कोई मांग नहीं है इसलिए उत्पादन रोक दिया जाना चाहिए वह भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि जब उत्पादन प्रक्रिया निरंतर है लेकिन जब बिक्री होती है लेकिन उसी समय बिक्री प्रक्रिया में बाधा आती है तो यह अटक जाता है यह बाधित होता है तो क्या हुआ 90 के दशक के अंत तक 90 के दशक के अंत तक शायद 98 99 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट खोना शुरू कर दिया यह एक अच्छी तरह से काम करने वाला संगठन बन गया एक लाभप्रद फर्म तुरंत नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी बन गई और जब नुकसान निरंतर होता है या बढ़ना जारी रहता है या बढ़ना जारी रहता है तो बाजार की हानि के कारण एक लाभकारी फर्म एक घाटे में चलने वाली फर्म बन गई क्योंकि बढ़ी हुई इन्वेंट्री के कारण और कंपनी के उत्पाद की कम मांग के कारण बाजार तो एक ही कारक अन्य कारक एक ही शेष उत्पादन समान है आपकी प्रक्रियाएं समान हैं आपकी पूरी चीज समान है लेकिन क्योंकि बाजार में कोई बिक्री नहीं है या बाजार में उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है इसलिए क्या हुआ इसने कंपनी की समग्र इन्वेंट्री प्रक्रिया को प्रभावित किया और एक अच्छी तरह से काम करने वाली लाभकारी संस्था अचानक घाटे में चलने वाली फर्म बन गई और यह एक घाटे में चल रही फर्म बन गई और सरकार ने कंपनी के पुनर्गठन या उसे वापस लाने के विभिन्न तरीकों और साधनों की कोशिश की या शायद कभी कभी कहने के लिए कि इसे एक लाभकारी कंपनी के रूप में लाया जाए या इसे वापस लाया जाए लेकिन जब सरकार फर्म के कहने पर लाभ प्राप्त करने में विफल रही या कंपनी स्वयं विफल रही तो कंपनी का प्रबंधन ही उसे पहियों पर वापस लाने में विफल रहा इसे घाटे में चल रही कंपनी बनाने से लाभ कमाने वाली कंपनी कहें फिर आखिरकार सरकार ने इसे निजी क्षेत्र में विनिवेश करने या बेचने की बात कही और इसके लिए वैश्विक निविदाएं बाजार में जारी की गई थीं लेकिन कंपनी में प्रचलित अक्षमता के कारण कंपनी के बहुत बड़े आकार के कारण और कंपनी में स्थायी मानव संसाधनों के बहुत बड़े आकार के कारण विनिवेश प्रक्रिया वांछित परिणाम नहीं दे सकी इसलिए सरकार ने अंततः कंपनी के विनिवेश के विचार को छोड़ दिया क्योंकि भारत में नहीं बल्कि इस कंपनी के दुनिया भर में कोई खरीदार नहीं है जिसे SAIL कहा जाता है तो फिर सरकार ने इस प्रक्रिया को जारी रखने और कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चलाने के बारे में सोचा और उस उद्देश्य के लिए कंपनी के समग्र ढांचे या कंपनी के कहने पर इस कंपनी को मैकिन्से नामक एक कंसल्टिंग फर्म को संदर्भित किया गया और मैकिन्से को अध्ययन करने के लिए कहा गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसके पुनरोद्धार की कुछ रणनीतियों का सुझाव देता है इसलिए मैकिन्से ने कई सुझाव दिए कि सबसे पहले आपके बड़े मानव संसाधन जो 147 लाख लोग हैं उन्हें इसे नीचे लाना होगा किसी भी तरह आपको इसे नीचे लाना होगा क्योंकि आप इसे सेल में बड़े मानव संसाधनों की आवश्यकता नहीं रख सकते हैं इसलिए पहले आपको इसे नीचे लाना होगा दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि आपने भारत में महत्वपूर्ण बाजार खो दिया है और आप नहीं हैं अब इसे वापस हासिल करना संभव नहीं है क्योंकि निजी क्षेत्र के खिलाड़ी अधिक कुशल हैं वे बाजार में अधिक विशेषज्ञ हैं वे बाजार में अधिक स्वीकार्य हैं यह उम्मीद न करें कि आप भारत के भीतर बाजार को फिर से हासिल करेंगे यह खो गया है यह हमेशा के लिए खो गया है इसलिए आपके पास यह विकल्प है कि आप भारत से बाहर जाएं और अपने उत्पाद को उन बाजारों में बेचने के बारे में सोचें जहां बेचना संभव है और उन्होंने सुझाव दिया कि मध्य पूर्व सेल के स्टील के लिए एक बाजार हो सकता है और इसके लिए आपके पास है उन देशों में खरीदारों के साथ लंबी अवधि के अनुबंधों को देखने के लिए कहें और अगर आप भारत में नए बाजार में हिस्सेदारी के साथ कुछ नुकसान का मतलब नुकसान के बाजार में हिस्सेदारी कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बिक्री कि इन्वेंट्री का स्तर जो बढ़ रहा है यह कहा जा सकता है कि नीचे लाया जा सकता है तो उस पर कंपनी ने काम किया उस कंपनी ने अपने समायोजन वाले कर्मचारियों को कुछ वीआरएस की पेशकश की फिर कुछ अन्य लोगों का कहना था कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया ताकि वे फर्म को छोड़ सकें वे संगठन छोड़ सकें और फिर कंपनी की ताकत में काफी वृद्धि हुई मानव संसाधन की ताकत में काफी कमी आई और फिर कंपनी ने एक लंबी अवधि के अनुबंध की चैनलाइजिंग एजेंसी खोली या दुबई में कार्यालय ताकि दुबई से मध्य पूर्व के देशों को सेवा दी जा सके या उनके बाजार में सेवा की जा सके और भारत में खोए हुए बाजार में हिस्सेदारी उन बाजारों में उत्पाद बेचकर प्राप्त की जा सके जहां संभावना है तीसरा सुझाव जो मैकिन्से द्वारा SAIL को दिया गया था कि उन्हें अपने 4 संयंत्रों की तकनीक का आधुनिकीकरण करना होगा बोकारो राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर इसका आधुनिकीकरण किया जाना है और इसके लिए 50000 करोड़ की आवश्यकता थी इसलिए सरकार ने कंपनी की मदद करने के बारे में सोचा और उस प्रक्रिया का पालन भी किया गया तो आप यह देख सकते हैं कि अब SAIL कुछ हद तक फिर से पहियों पर है लेकिन यह एक अच्छी तरह से काम कर रही या लाभकारी संगठन से एक बीमार कंपनी बन गई थी और काफी हद तक कारक इन्वेंट्री थी तैयार माल की इन्वेंट्री और तैयार माल की वह सूची बैलेंस शीट में आ गई या कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई देने के कारण बाजार में बिक्री कम हो गई इसलिए आप इन्वेंट्री प्रबंधन के महत्व के बारे में सोचते हैं क्योंकि आपके फंड को इन्वेंट्री में ब्लॉक कर दिया जाता है और शॉर्ट टर्म फंड जो कहते हैं कि इतना दुर्लभ है जो इतना कीमती है कि अगर वे संपत्ति में अवरुद्ध हैं जो इतना महंगा है जो अब कम से कम उत्पादक बन गया है उस स्थिति में संपत्ति क्या होगी लाभ देने वाली कंपनी एक घाटे में चल रही कंपनी बन जाएगी यह सेल के मामले में पहले ही हो चुका है और यह कई अन्य कंपनियों में भी हो सकता है जब कंपनियां बीमार हो जाती हैं तो यह तब होता है जब वे बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं होते हैं इसलिए यदि वे विनिर्माण प्रक्रिया को फिर से कहने में सक्षम हैं तो यह ठीक है लेकिन अगर विनिर्माण प्रक्रिया को फिर से पढ़ना संभव नहीं है और यदि उत्पादन उसी गति से चलता है लेकिन बिक्री नहीं होती है तो क्या होता है धीरे धीरे और स्थिर रूप से कंपनी बीमार हो जाती है और यह बाजार से बाहर चली जाती है इसलिए हमें इस बारे में सोचना होगा कि इन्वेंट्री प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वर्तमान संपत्ति अल्पकालिक संपत्ति के रूप में कहा जाता है और इस संपत्ति में धन अवरुद्ध है इस परिसंपत्ति में अल्पावधि निधि अवरुद्ध है इसलिए जैसा कि हमने इस मामले में यहां देखा है कि यह एक महत्वपूर्ण अंतर है और लक्ष्य इन्वेंट्री स्तर स्थापित करने से पहले बिक्री का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है जो इन्वेंट्री प्रबंधन को एक मुश्किल काम बनाता है इसलिए बिक्री का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अगर हम SAIL के मामले में उदाहरण के लिए कहते हैं कि हमने देखा है कि अगर वे भारत में बाजार खो चुके हैं तो उन्हें इसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए अगर हम भारत में बिक्री कम कर रहे हैं तो भारत के बाहर या भारत के बाहर के अन्य बाजार क्या हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं या हम मौजूदा बाजार के साथ पूरक कह सकते हैं या बाजार जो भी हमारे साथ बचा है ताकि भारत में खोई हुई बिक्री को फिर से प्राप्त किया जा सके बाजार के बाहर इसलिए यह अपने स्तर पर नहीं किया जा सकता था लेकिन मैकिन्से ने उन्हें मध्य पूर्व जाने का सुझाव दिया उन्होंने बाजार पाया और फिर उन्होंने स्थिति में सुधार किया इसलिए यह थोड़ा मुश्किल काम है एक चुनौतीपूर्ण काम है इसके अलावा चूंकि इन्वेंट्री स्तरों की स्थापना में त्रुटियां जल्दी से या तो खोई हुई बिक्री या अत्यधिक वहन लागत का नेतृत्व करती हैं इसलिए इन्वेंट्री प्रबंधन एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुश्किल है इसका मतलब है कि अगर आपने गलत पहचान की है या यदि आपने सूची की आवश्यकता का गलत आकलन किया है तो कुछ समय बाद क्या होगा हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री होगी इसलिए हमारे पास इन्वेंट्री का बड़ा स्टॉक होगा और यह कैरींग कॉस्ट को बढ़ाएगा और कभी कभी अप्रचलन लागत भी होती है और अगर फिर से आप इसे कॉल कर सकते हैं क्योंकि बिक्री का पूर्वानुमान उस वास्तविक स्तर से कम है जिसे हम बाजार में प्राप्त कर सकते हैं तो क्या होगा उन्हें आउट ऑफ स्टॉक या स्टॉक आउट कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा तो यह फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण है बिक्री का उचित या उचित पूर्वानुमान या कहें कि आप इसे बिक्री का वांछित पूर्वानुमान कह सकते हैं यदि आप बिक्री का सही अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि हम बाजार में क्या करने जा रहे हैं तो हम बाजार में कितना बेचने जा रहे हैं तो यह ठीक है अन्यथा यह बहुत कठिन है और प्रॉफामेकिंग कंपनी एक नुकसानदेह कंपनी बन सकती है कॉर्पोरेट्स में वित्तीय प्रबंधकों के पास इन्वेंट्री को ले जाने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने और फर्म के समग्र लाभ के लिए दोनों की जिम्मेदारी है आपको एक तरफ निवेश को बढ़ाना होगा या आपको निवेश करना होगा इसलिए यदि आप आवश्यक स्तर से अधिक निवेश करते हैं तो क्या होगा लागत में वृद्धि होगी रिटर्न कम होगा इसलिए लाभप्रदता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और इसके विपरीत अगर हम कम निवेश करते हैं और अगर हम स्टॉक आउट लागत का सामना करते हैं तो हम बिक्री खो देंगे हमें राजस्व का नुकसान होगा हम मुनाफा खो रहे होंगे इसलिए अंततः लाभप्रदता फिर से बाजार में नहीं बिकने से और नकारात्मक मुनाफा कमाने से प्रभावित होगी जो कि अगर हम बाजार में बेच सकते थे तो संभव हो सकता था इसलिए उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन्वेंट्री प्रबंधन में शामिल वित्तीय पहलुओं और मुद्दों को समझें यह वित्तीय प्रबंधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह उत्पादन प्रबंधक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेंट्री उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है लेकिन यहां कार्यशील पूंजी प्रबंधन के छात्र के रूप में वित्तीय दृष्टिकोण से इन्वेंट्री प्रबंधन को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वित्तीय प्रबंधक के लिए उसे यह भी समझना होगा कि इन्वेंट्री में कितना निवेश किया जाना आवश्यक है और इस निवेश को कहाँ से व्यवस्थित करना है इस निवेश को कैसे प्रबंधित करना है और इस निवेश पर अधिकतम रिटर्न कैसे उत्पन्न करना है ताकि यह न बने एक बेकार निवेश या यह आवश्यकताओं से कम नहीं रहता है प्रभावी सूची प्रबंधन अब हम यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करें क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति इसलिए इन्वेंट्री में अत्यधिक निवेश से बचने के लिए हम जेआईटी को केवल समय व्यवस्था में अपनाकर कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध हो अब इन दिनों ऐसा क्या हो रहा है कि फर्मों को इन्वेंट्री की उचित या निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 तरीके हैं एक बात या तो आपके पास सिर्फ समय प्रक्रिया में है लेकिन चूंकि भारत में हमारे पास बहुत ही तार्किक स्थिति है इसलिए केवल समय में भी इसे अपनाना या पालन करना भी संभव नहीं है तो पौधों या निर्माताओं की क्या जरूरत है कि उन्हें इन्वेंट्री को न्यूनतम या वांछित या इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर को स्टोर करना होगा लेकिन जब वे अपनी इन्वेंट्री स्टोर करते हैं तो उनकी इन्वेंट्री की लागत बढ़ जाती है हो सकता है कि कच्चे माल की इन्वेंट्री लागत बढ़ जाए तो वे क्या करते हैं अधिकांश निर्माता विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो उन्होंने शुरू किया है उनकी रणनीति है कि वे आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करें क्योंकि उदाहरण के लिए यदि आप कार निर्माण कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अपने स्वयं के संयंत्र में एक कार निर्माण कंपनी बड़े पैमाने पर बनाती है गियरबॉक्स अन्य भागों में आप स्टील के बारे में बात करते हैं आप रबर के हिस्सों के बारे में बात करते हैं आप कांच के हिस्से के बारे में बात करते हैं आप टायर के बारे में बात करते हैं अन्य निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी चीजों को ट्यूब करते हैं उन्हें एंड सेलर कहा जाता है तो अब रणनीति सूची की रणनीति क्या है ताकि इन्वेंट्री में न्यूनतम निवेश किया जाए और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति कंपनी या विनिर्माण प्रक्रिया को सुनिश्चित की जाए जब कंपनी ने अपने संयंत्र के लेआउट को डिजाइन किया है तो वे विभिन्न इनपुट या विभिन्न कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को स्थान प्रदान करते हैं वे टायर आपूर्तिकर्ताओं को स्थान प्रदान करते हैं वे ट्यूब आपूर्तिकर्ताओं को स्थान प्रदान करते हैं वे ग्लास आपूर्तिकर्ताओं को स्थान प्रदान करते हैं वे रबर पार्ट सप्लायर को स्थान प्रदान करते हैं और कुछ हद तक वे स्टील के आपूर्तिकर्ताओं को भी स्थान प्रदान करते हैं इसलिए कारखाने या विनिर्माण प्रक्रिया के परिसर के भीतर संयंत्र एक क्षेत्र में भंडारण क्षेत्र के दूसरी तरफ विनिर्माण प्रक्रिया विनिर्माण संयंत्र है और उस भंडारण क्षेत्र को विभिन्न आदानों के आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित किया जाता है इसलिए अलग अलग इनपुट्स के उन सप्लायरों को कंपनी के प्लांट एरिया के भीतर इनवेंटरी का पर्याप्त स्तर रखने की आवश्यकता होती है इसलिए आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवेंटरी का प्रबंधन किया जा रहा है लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक तरीके की लंबाई है इसलिए इसका मतलब है कि जब और जैसा आवश्यक हो यह विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध हो यदि कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कंपनी को खुद अपनी इन्वेंट्री का प्रबंधन करना होगा तो उस मामले में कंपनी के मुख्य निर्माता के लिए उन्हें इन्वेंट्री लागत भी वहन करना होगा इसलिए वे आपूर्तिकर्ताओं को इन्वेंट्री लागत पर पास कर रहे हैं और आपूर्तिकर्ता संयंत्र के बाहर उन्हें खोजने के बजाय और फिर आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे संयंत्र के भीतर स्थित हैं कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रदान किया जाता है कुछ समय के लिए मुफ्त या कुछ समय पर सामान्य किराए पर लेना रेंटल चार्ज हैं आपूर्तिकर्ताओं से सामान्य रेंटल चार्ज लिया जाता है आपूर्तिकर्ता कंपनी के लिए अपने उत्पादों को स्टोर करते हैं ताकि विनिर्माण प्रक्रिया कार की आवश्यकता हो कारों के निर्माण के लिए ग्लास भाग या रबर के हिस्सों या सीटों या सीट को कवर या कहें टायर तब ट्यूब और संयंत्र के भीतर उपलब्ध किसी भी चीज की आवश्यकता होती है आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवेंटरी का प्रबंधन किया जा रहा है आपूर्तिकर्ता द्वारा लागत वहन की जा रही है इसलिए कंपनी को किसी भी स्तर की सूची को बनाए रखने के बिना उन्हें निरंतर आपूर्ति मिलती है यह एक सामान्य मॉडल है जिसे भारत में सभी निर्माताओं द्वारा पालन किया जा रहा है उदाहरण के लिए आप गुड़गांव या किसी अन्य स्थान पर मारुति प्लांट का दौरा कर सकते हैं उन्हें मारुति और मारुति द्वारा किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री बनाए रखने के बिना स्थान प्रदान किया गया है या उन्हें सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है यह एक रणनीति है लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि उदाहरण के लिए एक कंपनी जो कृषि उत्पाद या कृषि का निर्माण कर रही है इसका मतलब है कि वे कहते हैं कि कच्चा माल कृषि आधारित उत्पाद है इसलिए वे इसे प्रोसेस कर रहे हैं उदाहरण के लिए आप ITC के बारे में बात करते हैं आईटीसी जब वे विभिन्न कृषि आधारित उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उन्होंने ई चौपाल के बारे में सुना होगा इसलिए उनके पास किसानों के साथ दीर्घकालिक समझौते या व्यवस्था थी और उनके पास इस तरह की व्यवस्था थी कि जो भी कुल फसल गेहूं की फसल या शायद किसी भी अन्य फसल की आती है हम इसे आपसे कुल में खरीदेंगे और आंशिक रूप से आप स्टोर करेंगे इन्वेंट्री और आंशिक रूप से हम इन्वेंट्री को स्टोर करेंगे या कभी कभी यदि यह एक मौसमी उत्पाद है तो यदि यह एक मौसमी उत्पाद है तो कुछ मामलों में यदि किसान उत्पाद कंपनी को स्टोर करने में असमर्थ है तो उसे मौसम के समय कुल उत्पाद खरीदना होगा और उन्हें इसे स्टोर करना होगा इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है आप अंतिम विक्रेता से नहीं पूछ सकते या आप आपूर्तिकर्ता से नहीं पूछ सकते क्योंकि किसान की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है किसान का कहना है कि सुविधाओं का मतलब यह नहीं है कि किसान कोल्ड स्टोरेज और अन्य तरह की चीजों की सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा कंपनी आईटीसी अच्छी गुणवत्ता वाले इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी फसल आने पर उन्हें सीजन में खरीदा जाना होता है जिसे ठीक से संग्रहित किया जाना है और कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का उपयोग करना होगा और लागत का वहन कंपनी को करना होगा क्योंकि किसान उस लागत को वहन करने में सक्षम नहीं है तो उस मामले में यह एक अलग प्रक्रिया है तो उस स्थिति में इन्वेंट्री की लागत बढ़ जाती है या इन्वेंट्री का प्रबंधन बढ़ जाता है लेकिन वे इन्वेंट्री की लागत को इस तरह से प्रबंधित करते हैं क्योंकि वे सीजन के समय में खरीदते हैं और वे थोक में खरीदते हैं इसलिए प्रति यूनिट समग्र खरीद मूल्य कम हो जाता है यह किसान के लिए भी अनुकूल है और कंपनी के लिए भी किसान उत्पाद को थोक में बेचने में सक्षम है और कंपनी थोक में उत्पाद इनपुट खरीदने में सक्षम है और दोनों का समझौता है कि आपकी पूरी फसल हमारी है हम आपको पूरा भुगतान करेंगे अभी तक किसान को बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ी है उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री का भी भरोसा है और कंपनी भी कच्चे माल की तलाश में नहीं है लेकिन उन्हें कच्चे माल का भंडारण करना होगा इसलिए लागत को कंपनी के लिए स्वीकार्य माना जाता है और साथ ही कीमत भी किसानों के लिए स्वीकार्य है और दोनों में जीत की स्थिति है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री के प्रबंधन का मतलब है कि हमें एक तरफ आपूर्ति सुनिश्चित करनी है और दूसरी तरफ हमें लागत को भी नियंत्रण में रखना है निवेश भी इष्टतम होना चाहिए और आपूर्ति नियमित होनी चाहिए और हमें स्टॉक आउट की स्थिति से भी बचना होगा दूसरी बात कच्चे माल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखती है चाहे वह अंतिम विक्रेता द्वारा हो या चाहे वह कंपनी द्वारा हो जैसा कि कृषि उत्पादों के मामले में है इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वांछित आपूर्ति में आपूर्ति और यह सभी समय के रूप में उपलब्ध है और जब यह आवश्यक है ताकि उत्पादन प्रक्रिया निरंतर हो पर्याप्त तैयार माल सूची बनाए रखता है क्योंकि हमें स्टॉक आउट लागत से भी बचना है इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त माल की माल सूची होनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास नियमित वितरण चैनल वितरण प्रक्रिया है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त या अप्रत्याशित आदेश हैं अप्रत्याशित आदेश और फर्म उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए बाजार में हर खरीदार की अन्यथा फर्म को स्टॉक आउट स्थिति का सामना करना पड़ता है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बिक्री का नुकसान होगा राजस्व की हानि होगी मुनाफे में कमी होगी और बाजार में सद्भावना की हानि होगी इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तैयार उत्पाद भी आपूर्ति में पर्याप्त होने चाहिए ताकि तैयार माल सूची में कोई कमी न हो लेकिन तैयार माल सूची इतनी नहीं होनी चाहिए कि सेल की तरह यह भी बेकाबू हो जाए यह अप्रचलित और दृढ़ हो जाए अप्रचलन की लागत का भुगतान करना पड़ता है और फर्म को बाजार में अपनी इन्वेंट्री को बेचने में सक्षम नहीं होने के लिए भारी वित्तीय हार का सामना करना पड़ता है ले जाने की लागत और समय को कम करता है ले जाने की लागत और समय को कम करता है यह भी सूची प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आपकी वहन लागत न्यूनतम होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि हम इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर पर क्यों जोर दे रहे हैं बहुत अधिक कम दोनों की लागत है यदि आपके पास बहुत अधिक है तो हमारे पास उच्च वहन लागत है यदि आपके पास बहुत कम है तो कभी कभी हमें स्टॉक आउट लागत और स्टॉक आउट लागत का सामना करना पड़ता है मैं आपके साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसरों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण को साझा करूंगा जहां उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में या दुनिया के कई देशों में 70000 उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार दिया है और अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि स्टॉक आउट लागत बहुत अधिक लागत है और यह सब है समय को टाला जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी यह कंपनियों या कंपनियों का मामला नहीं होता है हमारी दिन प्रतिदिन की स्थिति में भी जब हम बाजार जाते हैं और हम एक विशेष उत्पाद खरीदना चाहते हैं हम अपने बनाए हुए दिमाग के साथ बाज़ार में गए हैं कि हम शैम्पू का एक विशेष ब्रांड खरीदना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वह बोतल रिटेलर के पास उपलब्ध हो और जब वह शैम्पू उपलब्ध न हो और रिटेलर को खेद हो तो मैं नहीं कहता उत्पाद है कि आप उस समय कैसा महसूस करते हैं इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि मैं इस दुकानदार या इस दुकान में वापस नहीं आऊंगा ताकि दुकानदार हमेशा के लिए बिक्री खो दे कभी कभी व्यक्ति कहता है कि मैं इस कंपनी के उत्पाद का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि यह अभी उपलब्ध नहीं है और मुझे कहा गया है कि उत्पाद से वंचित है इसलिए इसकी बड़ी लागत है लोग कभी कभी खरीदारी के विकल्प बदलते हैं शायद ही कभी वे उत्पाद विकल्प बदलते हैं कुछ समय के लिए वे विकल्प के लिए जाते हैं तो यह एक बड़ी लागत है इसलिए हमें उस तरह की किसी चीज की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसे स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरी कॉस्ट कहा जाता है एक इष्टतम स्तर पर आविष्कारों में निवेश को नियंत्रित करता है तो अंत में इन्वेंट्री को बनाए रखें जो कि इष्टतम है जो स्वीकार्य है जो आपको इष्टतम रिटर्न इष्टतम लागत दे रही है इसलिए यह इन्वेंट्री प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है क्योंकि हमें वित्तीय कोण से सब कुछ कार्यशील पूंजी प्रबंधन के छात्र के रूप में देखना है मुझे इस परिसंपत्ति में कितना फंड निवेश करना चाहिए ताकि मेरे फंड की लागत भी नियंत्रण में रहे और मेरे रिटर्न भी स्वीकृत या स्वीकार्य स्तर पर हों इन्वेंट्री के उद्देश्य आप सूची क्यों संग्रहीत करते हैं या आप सूची प्रबंधन के लिए क्यों जाते हैं लेन देन का मकसद एहतियाती मकसद और सट्टा का मकसद लेन देन के मकसद का मतलब है कि हमें अपनी विनिर्माण प्रक्रिया दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति और बाजार में तैयार माल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है तो एक तरफ आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका संयंत्र निरंतर काम कर रहा है दूसरी तरफ आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका उत्पाद बाजार में हर समय उपलब्ध हो बाजार में आपके उत्पाद की कोई कमी नहीं है तो यह एक लेनदेन का मकसद है एहतियाती मकसद शायद ही कभी बाजार में सामग्री की कमी हो सकती है इसलिए हमें संगीत का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप कुछ समय सूची रखें जिससे आने वाले समय में आपूर्ति कम होने की उम्मीद है हम इसे अपने गोदाम में या अपने गोदाम में रखते हैं हम गोदाम में अधिक इन्वेंट्री रखते हैं ताकि कच्चे माल के मामले में भी हमें स्टॉक आउट की स्थिति का सामना न करना पड़े यह एहतियाती स्थिति है शायद ही कभी ऐसा होता है कि कुछ कृषि उत्पाद ऐसे होते हैं क्योंकि कृषि कच्चा माल मौसम के समय उपलब्ध होता है अब आप कहते हैं कि इस सरसो तेल या सरसों के बीज का तेल बनाने वाली एक फर्म के बारे में सरसों का बीज एक कृषि उत्पाद है यह उस समय उपलब्ध होगा जब फसल होगी तो अगर सरसों के तेल का निर्माण करने वाली फर्म अपने उत्पाद के तेल का अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है तो वे उस समय बाजार में बेच रहे हैं जब सरसों की सबसे बड़ी या अधिकतम मात्रा में फसल खरीदनी होती है और मंडियों से उन क्षेत्रों के स्थानों से जहां यह थोक में उपलब्ध है और साथ ही बीज की सबसे अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध है यदि वे सीजन के समय नहीं खरीदते हैं तो तेल के निर्माता के बजाय कोई और सरसों के बीज को स्टोर करेगा उस समय अगर वह कीमत बढ़ाएगा तो क्या होगा अगर सरसों के बीज की कीमत बढ़ जाती है तो तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी और अगर कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पाद नहीं बेच पाती है तो अच्छी तरह से काम करने वाली संस्था बीमार हो जाएगी सट्टा का उद्देश्य सट्टा उद्देश्य का मतलब आज खरीदना और कल अधिक कीमत पर बेचना है वह भी होता है हर जगह ऐसा होता है कई फर्में हैं जो शायद कृषि उत्पाद की ही बात करती हैं संपूर्ण कृषि फसलें या उत्पाद सीधे तैयार उत्पादों के निर्माताओं के पास नहीं जाते हैं कुछ समय यह बिचौलियों के साथ भी रहता है या कभी कभी यह तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए फर्मों के साथ रहता है लेकिन कुछ समय के लिए वे कच्चा माल भी बेचते हैं इसलिए वे थोक में खरीदते हैं वे थोक में स्टोर करते हैं सामग्री का वह हिस्सा जो वे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग करते हैं और उस सामग्री का हिस्सा जो वे अन्य निर्माताओं को बेचते हैं जब आपूर्ति आने वाले समय में कम होती है बाजार में उस कच्चे माल की कमी होने पर उस समय अधिक निवेश करना लेकिन उस उत्पाद को बेचना एक सट्टा उद्देश्य है इसलिए यदि यह संभव है और हम बाजार का अनुमान लगा सकते हैं तो हम बिक्री का पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम आने वाली स्थिति का अच्छी तरह से पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो यह काफी संभव है सट्टा उद्देश्यों के लिए इन्वेंट्री या इन्वेंट्री प्रबंधन का उपयोग करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि कुछ समय के लिए सट्टेबाजों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और अगर यह नुकसान होता है तो यह कंपनी को वित्तीय रूप से मार देगा यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा इन्वेंटरी लागत हम सभी जानते हैं कि इन्वेंट्री की लागत क्या है हम तब से बात कर रहे हैं जब हमने इन्वेंट्री प्रबंधन के बारे में बात करना शुरू किया तो हम 4 तरह की लागत है नंबर एक वहन लागत है लागत का प्रमुख हिस्सा ले जाने की लागत है जो कि निधियों का वह हिस्सा है जो इन्वेंट्री के कहने पर खरीद मूल्य में निवेश किया जाता है मूल्य हम किसानों को सरसों के बीज आलू के मामले में प्याज के मामले में अन्य कृषि गेहूं चावल के मामले में देते हैं वह मुख्य है यह मुख्य लागत है प्रमुख लागत है दूसरा है लागत को संभालना परिवहन लागत है भंडारण लागत है जब आप इसे गोदाम में रखते हैं तो बिजली की लागत होती है पानी का खर्च है मैनपावर की लागत है हर कीमत है तो उस लागत को हैंडलिंग लागत कहा जाता है आदेश लागत शिपिंग लागत लागत प्राप्त करना ये सभी लागतें हैं और अंत में लागत स्टॉक आउट लागत है जो मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉक आउट लागत एक बहुत बड़ी लागत है अनुसंधान के बाद यह अनुभवजन्य रूप से साबित हो गया है कि यदि आप बाजार की जरूरतों के लिए बाजार की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं और जब यह आवश्यक है तो यह कंपनी की प्रतिष्ठा और आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था के साथ साथ समग्र सद्भावना और बाजार की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है इसलिए हमें अंतिम लागत से भी बचना चाहिए क्योंकि यह फर्म का उद्देश्य होना चाहिए कि इन्वेंट्री का इष्टतम स्तर संयंत्र या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार में निर्मित या तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का मतलब है ताकि हर समय जब लोग चाहें किसी भी कंपनी के उत्पाद को खरीदने के लिए उत्पाद शेल्फ पर उपलब्ध है यदि यह शेल्फ पर उपलब्ध नहीं है यदि आप बाजार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जब बाजार हमारे उत्पाद को चाहता है तो लागत बहुत अधिक है तो ये सभी 4 लागत महत्वपूर्ण हैं इसलिए इन लागतों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेंट्री को इस तरह से प्रबंधित करना होगा कि एक तरफ आपूर्ति का आश्वासन दिया जाए और फंड्स का न्यूनतम निवेश भी हो जाए और मुनाफे में भी समझौता न हो वह भी वांछित या अपेक्षित स्तर पर है इन्वेंट्री प्रबंधन के बारे में अधिक मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा